हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का नया विषय शुरू करेंगे तो पिछली कक्षा तक हमने रीमान इंटीग्रेशन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस मीन वैल्यू थ्योरमस इन से जुड़े कुछ उदाहरण किए मैं आपकी असाइनमेंट शीट मे इनसे जुड़ी कुछ समस्याएं डालने की कोशिश करूंगा और मैं उनका हल भी आपको दूंगा ताकि आप रीमान इंटीग्रेशन से जुड़ी समस्याओं का अभ्यास कर सकें आज हम रिडक्शन फार्मूला से शुरू करेंगे और विभिन्न प्रकार के इंटीग्रलस जिनमें रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल होता है के आधार पर कुछ सूत्र निकालेंगे तो रिडक्शन फार्मूला से हमारा क्या अभिप्राय है तो प्राथमिक रूप से यदि मैं आपको एक प्रकार के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कहूं माना कि यह ∫𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 है तो इसे इंटीग्रेट करना अपेक्षाकृत आसान है यदि यह ∫𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑑𝑥 भी हो तो भी इंटीग्रेट करना काफी आसान होगा आपको इसे 2 से गुणा करना होगा और फिर आप इसे समायोजित कर इंटीग्रेशन करेंगे पर माना कि आपके पास ∫ 𝑠𝑖𝑛10𝑥𝑑𝑥 तरह का इंटीग्रल है या उससे भी बुरा आपके पास ∫ 𝑠𝑖𝑛100𝑥𝑑𝑥 है तो हमारे पारंपरिक इंटीग्रेशन के तरीके यहां लगाना उतना भी सीधा नहीं होगा तो ऐसी स्थिति मे आपको किसी तरह के पुनरावृत सूत्र की आवश्यकता होगी या किसी प्रकार के आगम सूत्र की जो आपको इस तरह के इंटीग्रलस को हल करने का आसान तरीका दे जरूरी नहीं आपके पास एक ही त्रिकोणमितीय फलन हो आपके पास ∫ 𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑐𝑜𝑠8𝑥𝑑𝑥 भी हो सकता है और यदि आपको इस तरह के इंटीग्रल का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो भी पारंपरिक तरीकों से यह इंटीग्रलस ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल होगा इन स्थितियो मे इंटीग्रल का मान ज्ञात करने के लिए आपको आगम सूत्र की जरूरत होगी आपके पास dxx2a2n अथवा dxabcosxn तरह के इंटीग्रलस भी हो सकते हैं तो इस तरह के सभी इंटीग्रलस को किसी तरह के रिडक्शन फार्मूला मे रखा जा सकता है और हम देखेगे की किस तरह से इस प्रकार के इंटीग्रलस की गणना हम रिडक्शन फार्मूला की मदद से केसे आसानी से कर सकते हैं अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं तो माना कि हम ∫ 𝑥𝑛𝑒𝑎𝑥𝑑𝑥 के लिए रिडक्शन फार्मूला निकालना चाहते हैं जहां n एक धनात्मक पूर्णक है तो जब मैं धनात्मक पूर्णक कहता हूं तो साधारणतया इसका अर्थ होता है की n का मान 123 इसी प्रकार से आगे तक और छोटे रूप में मैं यह लिखना चाह रहा हूं कि n धनात्मक Z में से है तो अगर मैं Z धनात्मक लिखता हूं तो मूलतः इसका अर्थ होता है कि हम समस्त धनात्मक पूर्णको के समुच्चय की बात कर रहे हैं जिसमें 0 नहीं होता है अब आपने देखा कि इस तरह का इंटीग्रल यहां n के स्थान पर 1 या 2 या कोई भी धनात्मक पूर्णक हो सकता है तो यदि आपके पास x के ऊपर घात में n के स्थान पर कोई भी धनात्मक पूर्णक है तो आप गणना कैसे करेंगे तो पारंपरिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की बजाय हम एक रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे जो कि n के किसी भी मान के लिए गणना करने में हमारी सहायता करेगा तो चलिये शुरू करते हैं तो हमारा दिया गया इंटीग्रल 𝐼 ∫ 𝑥𝑛𝑒𝑎𝑥𝑑𝑥 है तो क्योंकि हमारे पास यहां n है मैं यहां एक छोटा सा n लगा सकता हूं अर्थात 𝐼𝑛 ∫ 𝑥𝑛𝑒𝑎𝑥𝑑𝑥 और जहां n एक धनात्मक पूर्णक है इसे छोटे रूप में लिखते हैं तो अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगा तो मूलतः मैं ईटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगा तो अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करता हूँ तो यह xneaxa ∫nxn 1 eaxa dx बन जाएगा और फिर यह xneaxa na∫xn 1eax dx हो जाएगा तो अब अगर आप इस पद को देखते हैं तो यह कुछ नहीं 𝐼𝑛−1 है तो यदि मैं n के स्थान पर लेता हूं तो यह सूत्र असल में ∫xn 1eax dx है इसका अर्थ है कि यह xneaxa na 𝐼𝑛−1 के बराबर होगा तो यह मूलतः हमारा रिडक्शन फार्मूला हुआ इसका अर्थ है 𝐼𝑛 xneaxa na 𝐼𝑛−1 तो यह हमारा चाहा गया रिडक्शन फार्मूला है अब इस रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं उदाहरण 1 लेते हैं तो माना कि हम रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके ∫ 𝑥4𝑒𝑎𝑥𝑑𝑥 ज्ञात करना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पारंपरिक तरीके से चले तो यह है थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो जाएगा मेरा मतलब है इंटीग्रल का मान ज्ञात करने में ज्यादा समय लग जाएगा उसके बजाए हम रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो हम हल किस प्रकार से लिख सकते हैं सर्वप्रथम n4 अतः हम 𝐼4 ∫ 𝑥4𝑒𝑎𝑥𝑑𝑥 लिखते हैं और इसे x4eaxa 4a 𝐼3 भी लिख सकते हैं फिर हमें 𝐼3 ज्ञात करना है तो हम 𝐼3 का मान ज्ञात करते हैं मैं इस समीकरण का नाम समीकरण 1 रखता हूं अब 𝐼3 होगा ∫ 𝑥3𝑒𝑎𝑥𝑑𝑥 और तब इसे x3eaxa 3a 𝐼2 लिख सकते हैं फिर से 𝐼2 को लिख सकते हैं x2eaxa 2a 𝐼1 फिर 𝐼1बराबर xeaxa 1a 𝐼0 अब हम 𝐼0 ज्ञात कर सकते हैं 𝐼0 क्या होगा

तो हमारे पास बचता है ∫ 𝑒𝑎𝑥𝑑𝑥 और ∫ 𝑒𝑎𝑥𝑑𝑥 xeaxa अतः अब हम पीछे वापस चलते हैं और हम समीकरण एक से लिख सकते हैं कि हमारे पास 𝐼4 x4eaxa 4a 𝐼3 𝐼3 क्या है 𝐼3 है x3eaxa 3a 𝐼2 𝐼2 क्या है 𝐼2 है x2eaxa 2a 𝐼1 और 𝐼1 क्या है 𝐼1है xeaxa 1a 𝐼0 और यह 𝐼0 ∫ 𝑒𝑎𝑥𝑑𝑥 eaxa मैं यहां सभी कोष्टक बंद कर दूंगा और आखिर में एक इंटीग्रेशन का अचर c जोड़ते हैं तो हर पद पर हमें एक अचर मिलेगा क्योंकि हर पद पर एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है हमें एक अचर मिलेगा और हम अंत में एक बड़ा अचर लिख सकते हैं और तब हम इसे लिखते हैं x4eaxa 4x3eaxa212x2eaxa3 24xeaxa424eaxa5c तो यह हमारा इस समस्या का हल हुआ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बजाय हम इंटीग्रल का मान ज्ञात करने के लिए रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारा चाहा गया ∫𝑥𝑛𝑒𝑎𝑥𝑑𝑥 रूप के लिए आगम सूत्र हुआ तो आप यहां पर 𝑥4 के बजाय किसी भी घात के लिए के लिए ऐसा कर सकते हैं तो 𝑥4के बजाय हम 𝑥20 भी ले सकते हैं और फिर आप 𝐼20 𝐼19 𝐼18 𝐼17 𝐼0 तक निकालते हैं और फिर उन्हें एक साथ रखते हैं जिससे आपको 𝐼20 मिलता है तो यह एक सीधा तरीका हुआ आगे हम एक और तरह का इंटीग्रल लेते हैं तो हम ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥𝑑𝑥 के लिए रिडक्शन फार्मूला ज्ञात करते हैं तो रिडक्शन फार्मूला ज्ञात करने के लिए हम फिर से 𝐼𝑛 ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥dx लिख सकते हैं अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं मैं प्राथमिक तौर पर इसे ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑛−1𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥dx लिखता हूं और फिर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगा तो यदि मैं यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करता हूं तो यह 𝑠𝑖𝑛𝑛−1x−𝑐𝑜𝑠𝑥 − ∫𝑛 − 1𝑠𝑖𝑛𝑛−2𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥−𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥 बनेगा तो यह इस प्रकार हुआ की प्रथम फलन 𝑠𝑖𝑛𝑛−1𝑥 का डिफरेंशिएशन गुणा दूसरे फलन जो कि sinx है का इंटीग्रेशन अतः हमें ऋणात्मक cos x मिलता है

तो यहां पर यह ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑛−2𝑥𝑑𝑥 है तो यह असल में 𝐼𝑛−2 है तो यदि मैं 𝐼𝑛 के बजाय 𝐼𝑛−2 लू तो यह मूलतः ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑛−2𝑥𝑑𝑥 होगा तो यह हमारा 𝐼𝑛−2 हुआ और यही हमारा 𝐼𝑛 है तो अब मैं 𝐼𝑛 को बाईं और ले आऊंगा तो यह होजाएगा 𝑛𝐼𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑛−1𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑛 − 1I𝑛−2 बन जाएगा तो यदि मैं दोनों तरफ n से भाग दूँ जो कि संभव है क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है 𝐼𝑛 sinn 1xcosxn n 𝐼𝑛−2 तो यह हमारा ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥 के लिए चाहा गया रिडक्शन फार्मूला है तो यदि आपके पास n के स्थान पर 20 अथवा 10 भी है तो ऐसी स्थिति में हमें बस n10 या 20 या जो भी है वह रखना है और फिर हम 𝐼𝑛फिर 𝐼𝑛−1 फिर 𝐼𝑛−2 इसी तरह से 𝐼0 तक की गणना करते जाते हैं और तब हम आसानी से 𝐼0 का मान ज्ञात कर सकते हैं और इस प्रकार से रिडक्शन फार्मूला से हल मिल जाएगा अब माना कि हमें 02sinnxdx का मान ज्ञात करना है तो यह हमारा चाहा गया इंटीग्रल सूत्र है हम 𝑛 ∈ ℤ लिख सकते हैं माना कि हमें 02sinnxdx ज्ञात करने को कहा गया है तो इसका मान क्या होगा वह मूलतः sinn 1xcosxn02होगा और यह एक डेफिनेट इंटीग्रल है मैं 𝐼𝑛−2 लिख रहा हूं लेकिन यह मेरा डेफिनेट इंटीग्रल है और 𝑥 𝜋2 पर 𝑐𝑜𝑠 𝜋2 का मान 0 है और x0 पर sine 0 तो मूलतः वह भी 0 है तो पहला पद खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास केवल 𝐼𝑛 n 𝐼𝑛−2 बचेगा जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है तो यदि आपको यह रेंज 0 से 𝜋2 दी गई है तो चाहा गया रिडक्शन फार्मूला होगा 𝐼𝑛 n 𝐼𝑛−2 कुछ लोग इसे j से भी प्रदर्शित करते हैं तो I का प्रयोग करने की बजाए वो j का प्रयोग करते हैं ताकि I से भ्रम न होजाए पर यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं हैं तो उदाहरण के लिए मानते है की हमे 0π2sin5xdx का मान ज्ञात करने को कहा गया है तो चलिये इसे हम 𝐼5 कहते हैं अतः 𝐼5 मूलतः 5 𝐼5−2 होगा तो यह मूलतः 45 𝐼3 है और 𝐼33 1 है अतः 23 𝐼1 तो हमारा 𝐼1 क्या है तो हमारा 𝐼1है 02sinxdx तो sinx का इंटीग्रल है cos x 0 से 𝜋2 तक अतः cos𝜋2 का मान 0 है और cos0 का मान 1 है तो यह धनात्मक 1 हुआ क्योंकि हमारे पास यहाँ एक ऋणात्मक चिन्ह है तो हमारा 𝐼5 45 𝐼3 जो कि 45 23𝐼1 है अतः यह 815 होगा क्योंकि 𝐼1 का मान 1 है तो यह n5 के लिए रिडक्शन फार्मूला का हमारा हल हुआ आप n15 भी ले सकते हैं और आपको इसी प्रकार से हल करना होगा आपने इस पर ध्यान दिया होगा कि जब n विषम संख्या है अर्थात घात में n की जगह 5 7 13 या 15 है तब अंत में आपको 𝐼1 निकालना होगा और यदि n सम संख्या है तो इसका अर्थ हुआ आपके पास sine की घात 6 10 14 है और तब अंत में आपको 𝐼0 निकालना होगा और क्योंकि sine की घात 0 मूलतः 1 है और तब आपको बस 02dx निकालना होगा जिससे आपको उत्तर मिल जाएगा तो यदि n विषम संख्या है तब अंत में आपको 𝐼1 निकालना होगा यदि n सम संख्या है तब अंत में आपको 𝐼0 निकालना होगा अब जब हमारे पास sinx के लिए रिडक्शन फार्मूला cos x के लिए रिडक्शन फार्मूला अर्थात ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥 के लिए लिए रिडक्शन फार्मूला तो यह ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥 है तो यह भी उसी प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है तो जैसे हमने ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥 के लिए आगम सूत्र ज्ञात किया हम उसी तरह ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥𝑑𝑥 के लिए भी आगम सूत्र ज्ञात कर सकते हैं आपको बस 𝑐𝑜𝑠𝑛−1𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 लिखना होगा जैसा कि हमने sine के लिए किया तो मैं यह कार्य आपके लिए छोड़ देता हूं मुझे यकीन है आप इसे कर पाएंगे तो मैं बस सूत्र लिख रहा हूं तो यहां से हमारा सूत्र अर्थात रिडक्शन फार्मूला होगा और यदि हमारे पास 0π2cosnxdx है जैसा कि हमने 02sinnxdx के लिए देखा तो यहां से हमारा 𝐼𝑛 होगा nIn 2 तो यह काफी कुछ वैसा ही है जैसा कि सूत्र हमने 02sinnxdx के लिए देखा तो हम इसी प्रकार के उदाहरण हल कर सकते हैं जैसा कि हमने sinx के लिए किया तो आपके लिए मैं वह उदाहरण cosnxdx के साथ छोड़ता हूं आप मेरे द्वारा रेफरेंसेस मैं बताई गई कोई भी किताब देख सकते हैं और आपको वहां इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे आगे का भाग काफी दिलचस्प है तो यदि केवल एक त्रिकोणमितिय फलन के बजाय आपके पास त्रिकोणमितिय फलनो का गुणन होता है तो आप इंटीग्रल की गणना किस प्रकार से करें तो माना कि आपके पास इस तरह का एक इंटीग्रल है तो हम ∫𝑠𝑖𝑛𝑚𝑥𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥dx के लिए रिडक्शन फार्मूला ज्ञात करें रहे हैं जहां की m तथा n दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं तो हम जिस कारण से धनात्मक इंटीजर ले रहे हैं वह काफी मुख्य बिंदु है तो पूर्णांक लेने के पीछे कारण यह है कि हम हमेशा या तो 𝐼0 या फिर 𝐼1 पर समाप्त करते हैं किंतु यदि हम भिन्न संख्या के साथ शुरू करते हैं तो अंत भी भिन्न संख्या के साथ होगा अर्थात पूरा रिडक्शन फार्मूला ही बिल्कुल बदल जाएगा हो सकता है यह इस प्रकार के अच्छे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन मे ना लिखा जा सके तो इसे अच्छे रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखने के लिए जैसा की यहां हमारे पास है तो इस तरह के अच्छे रिप्रेजेंटेशन सीधे तौर पर नहीं मिलेंगे यही कारण है कि हमने m तथा n को धनात्मक पूर्णांक लिया है तो जैसा कि मैं कह रहा था ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑚𝑥𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥dx के लिए रिडक्शन फार्मूला जहां की m तथा n दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो सूत्र निकालने के लिए क्योंकि अब हमारे पास दो पूर्णांक हैं मैं 𝐼𝑚n∫𝑠𝑖𝑛𝑚𝑥𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥𝑑𝑥 लिख सकता हूं ठीक है और फिर हम इस पूरी चीज को एक गुणा के रूप में 𝑐𝑜𝑠𝑛−1x𝑠𝑖𝑛𝑚𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 लिखेंगे और फिर मैं इस फलन को u लूंगा और पूरे फलन को v लूंगा और इसके आधार पर अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आगम लगा सकता हूं तो अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूं तो वह करने के लिए यदि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो यह मूलतः 𝑐𝑜𝑠𝑛−1𝑥 गुणा पहले फंक्शन का अपरिवर्तित इंटीग्रेशन दूसरे फलन का आएगा तो यदि दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो cosxdx का अवकलन sinx है तो cosx का डेरिवेटिव sinx है तो यदि मैं sinxz लेता हूं तो मुझे cosxdx d z मिलेगा और अंत में हमें zm1m1 मिलेगा और क्योंकि हमारा z sinx है तो यह sinm1xm1 मे बादल जाएगा तो मूलतः इस चीज का इंटीग्रल निकालने के लिए हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया अब पहले फलन का ऋणात्मक डेरिवेटिव है अर्थात 𝑛 − 1cos𝑛−2𝑥−𝑠𝑖𝑛𝑥 और फिर से इंटीग्रेशन करने पर sinm1xm1 आएगा तो यदि फलानो के साथ यह सब करने के बाद यदि मैं सूत्रो का इस्तेमाल करूं तो मेरा इंटीग्रेशन cosn 1xsinm1xm1cosn 1xsinm2xm1dx मे तब्दील हो जाएगा तो यह 𝑠𝑖𝑛𝑚2x होगा और 𝑠𝑖𝑛𝑚2𝑥 को 𝑐𝑜𝑠𝑛−2𝑥𝑠𝑖𝑛𝑚𝑥𝑠𝑖𝑛2𝑥 लिख सकते हैं और फिर मैं 𝑠𝑖𝑛2𝑥 को 1 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥 लिखता हूँ तो यह बनेगा cosn 1xsinm1xm1 और उससे यह m1cosn 2xsinm2x1 cos2xdx बनेगा और अब यहां यदि मैं पहला पद लेता हूं तो वह 𝐼𝑚𝑛−2 है और यह फिर −𝐼𝑚𝑛 है तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं और यदि मैं सब कुछ बायी ओर ले जाऊं तो यह 𝐼𝑚n1 m1 बनेगा और तब दाहिनी तरफ होगा तो आगे हम दोनों तरफ m1 से भाग करेंगे और mn को बायी तरफ भाजक में ले जाएंगे तो यह बन जाएगा तो यह हमारा चाहा गया इस तरह के दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणन का रिडक्शन फार्मूला हुआ और हम इसका इस्तेमाल दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणन के इंटीग्रल की गणना के लिए करेंगे और यह हम अगली कक्षा में देखेंगे धन्यवाद